इससे पहले कक्षा में हमने मेलस लॉ का प्रदर्शन किया जो यह कहता है कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर के इस्तेमाल से पोलराइज किया जाए और उसके बाद एक अन्य पोलराइजर जिसे एनालाइजर कहते हैं का प्रयोग किया जाए और एनालाइजर पोलराइजर के अधीन घुमाया जाए ध्यान दें यहां पर पोलराइजर और एनालाइजर दोनों सामान्य हैं उनका नाम अलग है उनका अलग इस्तेमाल दर्शाने के लिए और उनकी अपनी अपनी ऑप्टिक एक्सिस है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस जिस दिशा में वह सबसे तेज है उस दिशा से निकल कर प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है जिसके इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कॉम्पोनेंट एक विशेष दिशा में है अगर अब हम एक अन्य पोलराइजर का इस्तेमाल एनालाइजर के रूप में इस तरह करेंगे कि उसका ऑप्टिक एक्सिस पोलराइजर की ऑप्टिक्स एक्सिस की समांतर हो तब यह पोलराइज लाइट एनालाइजर से गुजर जाएगी हमें जो प्रकाश की तीव्रता मिलेगी वह उसके एंप्लीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगी मतलब अगर एंप्लीट्यूड e 0 है तो प्रकाश की तीव्रता e 0 का स्क्वायर होगी इंटेंसिटी को हम डिटेक्टर के इस्तेमाल से मापते हैं अब अगर एनालाइजर इस तरीके से घुमाया जाए कि उसकी ऑप्टिकल एक्सिस में और पोलराइजर की ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में कुछ एंगल हो जिसे थीटा मान लेते हैं तब कॉम्पोनेंट e 0 cos theta होगा जोकि एनालाइजर से पास करेगा और उसकी तीव्रता e 0 cos theta के स्क्वायर के बराबर होगी इस प्रयोग को हम मेलस लॉ कहते हैं और इसी को आखिरी क्लास में हमने एक प्रयोग के माध्यम से सत्यापित भी किया जब हम एनालाइजर और पोलराइजर इस्तेमाल करते हैं तो हमें पोलराइज प्रकाश मिलता है अब सोचना यह है पोलराइज प्रकाश किस तकनीक से पाई जा सकती है और हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं यही आज हम डिस्कस करेंगे और एक प्रयोग को प्रदर्शित करेंगे जिसका नाम है ब्रूस्टर लॉ अब मैं आपको इस प्रयोग की थ्योरी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम प्रयोग का प्रदर्शन करेंगे प्रकाश को एनालाइजर या पोलराइजर की मदद से पोलराइज करना किसी सिद्धांत पर आधारित है तो यह समझने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि प्रकाश को कैसे पोलराइज किया जा सकता है या फिर कोई पोलराइजर प्रकाश को कैसे पोलराइज कर सकता है और क्या क्या चीजें हैं जिनको पोलराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है अधिकतम सभी सोर्स अनपोलराइज प्रकाश देते हैं अनपोलराइज प्रकाश का मतलब यह है कि इसके इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट सभी दिशाओं में वाइब्रेट करते हैं हमने यहां पर दो आपस में परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ली है और यह प्लेन प्रकाश की दिशा के परपेंडिकुलर है और हम इस को इस तरीके से दर्शा रहे हैं यह तो एक कॉम्पोनेंट हुआ और दूसरा कॉम्पोनेंट पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है अब पोलराइज प्रकाश कैसे प्राप्त हो और इसकी पोलराइजेशन की अवस्था को कैसे बदला जा सकता है इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट की यह दिशा है तो पता चलता है कि यह एक पोलराइज प्रकाश है और किस प्रकार का पोलराइजेशन है पोलराइजेशन का प्लेन वह प्लेन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट की दिशा और प्रकाश की गति की दिशा दोनों होती है यह हमारा पोलराइजेशन का प्लेन है और जब पोलराइजेशन और इंसिडेंट के प्लेन एक ही होते हैं मतलब समान होते हैं तब उस पोलराइजेशन को पाई पोलराइजेशन बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंट वह प्लेन होता है जिसमें प्रकाश के गिरने पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और नॉर्मल होती है लेकिन जब पोलराइजेशन और इंसिडेंट के प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तब सिगमा पोलराइजेशन बोलते हैं लेकिन ऐसी अवस्था जिसमें पोलराइजेशन और इंसिडेंट के प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तब उस को सिगमा पोलराइजेशन बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंट को प्लेन ऑफ पेपर भी बोलते हैं इस तरीके से हम पाई पोलराइजेशन और सिगमा पोलराइजेशन को दर्शाते हैं अब ऐसे चार महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे अनपोलराइज्ड प्रकाश से पोलराइज्ड प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है जो है डाईकोरिज्म स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन और बायर फ्रिंजेस कभी कभी डबल रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं तो यह थे हमारे 4 तरीके टूरमलाइन एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला डाईकोरिक क्रिस्टल है यह क्रिस्टल की अपनी एक ऑप्टिक एक्सिस है यह एक्सिस किस दिशा में होगी यह क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करता है जब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इस क्रिस्टल से होकर गुजरेगी तब सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस के समांतर वाली वाइब्रेशन ही क्रिस्टल को पास कर पाएगी और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फ़ील्ड ऑप्टिक एक्सिस द्वारा रोक दी जाएगी और वह क्रिस्टल को पास नहीं कर पाएगी अगर यह टूरमलाइन क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस है तो जब अनपोलराइज्ड प्रकाश इस पर पड़ेगी तो हमें सिर्फ वही इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट मिलेगा जो कि एक्सिस के समांतर है और बाकी सभी कॉम्पोनेंट रोक दिए जाएंगे और दूसरी तरफ हमें मिलेगा पोलराइज प्रकाश इस तरीके को डाईकोरिक क्रिस्टल कहते हैं यह एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला क्रिस्टल है जिसे अगर सही तरीके से उसकी ऑप्टिक एक्सिस को पहचान कर काटा जाए तो उसे प्रकाश को पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तंत्र को डाईकोरिज्म कहते हैं इनका इस्तेमाल पोलराइजर और एनालाइजर के रूप में किया जा सकता है दूसरा तरीका स्कैटरिंगहै जब धरती पर सूरज की रोशनी पहुँचती है तो रास्ते में बहुत सारे धूल और कंकड़ के अनु से होकर गुजरती है और यह अनु उसके लिए स्कैटरिंग सेंटर की तरह काम करते हैं इन पार्टिकल्स अथवा मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन है मतलब वहां पर डाईपोल ऑस्किलेशन होगी और अगर यह डाईपोल ऑस्किलेशन की दिशा होगी तब कोई भी रेडिएशन नहीं होगी रेडिएशन मैक्सिमम होगी जब वह डाईपोल ऑस्किलेशन की दिशा के परपेंडिकुलर होगी जब अनपोलराइज्ड प्रकाश इस पर पड़ेगी तब उसका एक कॉम्पोनेंट हवा के मॉलिक्यूल के डाईपोल ऑस्किलेशन के कारण स्कैटर हो जाएगा और अन्य कॉम्पोनेंट स्कैटर नहीं हो पाएंगे इसीलिए प्रकाश के स्कैटर होने के बाद वह पोलराइज हो जाएगा शुरू में प्रकाश पार्शियली पोलराइज होगा लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल से स्कैटर होने के बाद अंत में पूर्ण रूप से पोलराइज हो जाएगी अथवा स्कैटरिंग भी प्रकाश को पोलराइज करने का एक अन्य तरीका है तीसरा तरीका रिफ्लेक्शन है और चौथा तरीका बायरफ्रिंजेस अथवा डबल रिफ्रैक्शन है यह दो बहुत महत्वपूर्ण तरीके है जिन पर सभी पोलराइजेशन करने वाले यंत्र निर्धारित है अब हम एक प्रयोग करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जब हम इन पर निर्धारित प्रयोग करेंगे तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे अब हम रिफ्लेक्शन के माध्यम से पोलराइजेशन पढ़ेंगे और इसके ऊपर आधारित एक प्रयोग भी करेंगे यह कांच की पटिया है और जब अन्पोलराइज्ड प्रकाश इस पर नॉर्मल पड़ेगी तब उसके एक भाग का रिफ्लेक्शन और दूसरे भाग का रिफ्रैक्शन हो जाएगा इस इंसीडेंट एंगल के लिए दोनों रिफ्लेक्टिव और ट्रांसमिटेड प्रकाश अन्पोलराइज्ड है लेकिन जब हम इंसीडेंट एंगल को चेंज करते हुए एक विशेष एंगल पर पहुंचा देते हैं तो रिफ्लेक्टिव प्रकाश पोलराइज हो जाती है और ट्रांसमिटेड प्रकाश अन्पोलराइज्ड या फिर पार्शियली पोलराइज हो जाती है यह पोलराइज प्रकाश सिगमा पोलराइजेशन वाली है हम इस विशेष इंसीडेंट एंगल को बूस्टर एंगल कहते हैं ब्रूस्टर नामक एक वैज्ञानिक ने तरीके का पता लगाया कि ब्रूस्टर एंगल पर हमें रिफ्लेक्टेड पोलराइज प्रकाश मिलती है और इस अवस्था पर रिफ्लेक्टेड प्रकाश और रिफ्रैक्टेड प्रकाश के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है स्नेल लाSnell's law की मदद से कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को SinθSin ɸ के बराबर आंका जा सकते हैं अवस्था में हम लिख सकते हैं कि θɸ 90 180 के बराबर है इससे हम निकाल सकते हैं कि ɸ 90 θ इसका मतलब Sinɸ Cosθ और जब इसको स्नेल ला में डालेंगे तो sinθcosθ tanθ हो जाएगा यह एंगल θ ही बूस्टर एंगल है अब अगर कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो हम इस ब्रूस्टर एंगल को tan का विपरीत करके निकाल सकते हैं और अगर ब्रूस्टर एंगल मालूम हो या उसको नाप लिया जाए तो हम कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं अब एक प्रयोग में हम इसे निकालना सीखेंगे हमारा प्रयोग का लक्ष्य ब्रूस्टर लॉ को सत्यापित करना और कांच की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता लगाना है एक विशेष इंसिडेंट एंगल पर जब प्रकाश रिफ्लेक्ट करती है तो वह पोलराइज होती है ऐसी अवस्था में ब्रूस्टर एंगल की मदद से हम कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा सकते हैं इस प्रयोग करने का उद्देश्य ब्रूस्टर एंगल पर रिफ्लेक्टेड प्रकाश को पोलराइज पाना और कैसे बूस्टर एंगल को नापा जाए यह दिखाना है जिसके लिए हम लैब में इस प्रयोग के माध्यम से tan θB की गणना करना सीखेंगे अब चलिए जानते हैं कि कैसे इस प्रयोग को करना है और हम प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करेंगे है हम एक प्रिज्म टेबल और प्रिज्म या फिर कांच की पटिया का इस्तेमाल करेंगे हम प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव सतह का इस्तेमाल रिफ्लेक्टेड प्रकाश को देखने के लिए करेंगे लेकिन सबसे पहले हमें प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर को समांतर किरणें के लिए और सोर्स की छवि को आईपीस के क्रॉस वायर पर सेट करना होगा यह सब तो आप जानते हैं क्योंकि हम पहले भी स्पेक्ट्रोमीटर के साथ अन्य प्रयोग कर चुके हैं पहले हमें स्पेक्ट्रोमीटर को तैयार करना होता है और उसकी लेवलिंग करनी होती है उसके बाद स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करके हम ऑप्टिकल लेवलिंग का परीक्षण करते हैं और शूस्टर मेथड के इस्तेमाल से समांतर किरणें प्राप्त करते हैं और आईपीस पर क्रॉसवायर को फॉक्स करते हैं जब स्पेक्ट्रोमीटर प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाएगा तब हम विशेष अवस्था में रखे हुए पोलराइजर जिस पर आईपीस पर काला दृश्य मिले उस के लिए इंसिडेंट एंगल निकालेंगे हम क्या करेंगे सबसे पहले प्रिज्म टेबल पर प्रिज्म रखेंगे और उसकी रिफ्लेक्टिंग सतह का इस्तेमाल करेंगे जब कोलीमैटर से समांतर किरणें आएँगी तब इससे रिफ्लेक्ट होंगी और इस जगह पर हम टेलीस्कोपरखेंगे अब कौन सा एंगल इंसिडेंट एंगल है यह एक किरण जोकि इस अवस्था के परपेंडिकुलर है उसको इंसीडेंट एंगल मानेंगे जैसे मैं प्रिज्म को रोटेट करुंगा वैसे ही इंसिडेंट एंगल भी बदलेगा शुरुआत में जब नॉर्मल अवस्था होगी तब मैं प्रिज्म को रोटेट करुंगा ताकि एंगल लगभग 0 हो जिसका मतलब है कि मेरा टेलीस्कोप यहां पर होगा अब मैं एंगल को बढ़ा कर देखूँगा अब आपको पता है कि जैसे ही मैं मिरर को एंगल थीटा से रोटेट करूँगा वैसे ही मुझे रिफ्लेक्टेड प्रकाश को देखने के लिए टेलीस्कोपको भी ½ थीटा से रोटेट करना पड़ेगा इसका मतलब हुआ की इंसिडेंट एंगल में जो भी अंतर आए लेकिन पोलराइज्ड प्रकाश को टेलीस्कोपमें प्राप्त करने के लिए टेलीस्कोपको 2 थीटा से रोटेट करना होगा असल में हर एक इंसीडेंट एंगल के लिए हम उसकी रिफ्लेक्टेड प्रकाश को पकड़ेंगे और रिफ्लेक्टिव प्रकाश पोलराइज्ड है कि नहीं इसका पता के लिए हमें टेलीस्कोपके सामने एक एनालाइजर या पोलराइजरको रखेंगे अब हम पोलराइजर को पूरा एक रोटेशन तक घुमाएंगे अगर हम देखते हैं कि तीव्रता बिल्कुल भी बदल नहीं रही है इसका मतलब है कि वह पोलराइज नहीं है लेकिन अगर तीव्रता पोलराइजर को घुमाने पर बदलती है इसका मतलब है कि वह पार्शियली पोलराइज है जब ऐसा होगा तब हम इंसिडेंट एंगल को चेंज करके इस बार रिफ्रैक्टेड प्रकाश को पकड़ेंगे और इसी विधि को दोबारा दोहराएँगे जब तक की पोलराइजर का एक रोटेशन पूरा नहीं हो जाए पोलराइजर के एक स्थान के लिए टेलीस्कोपसे बिल्कुल भी प्रकाश पास नहीं करेगी और हमारा व्यू बिल्कुल काला होगा इसका मतलब यह है की पोलराइजर की ऑप्टिक एक्सिस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट के परपेंडिकुलर है इसीलिए कोई भी प्रकाश उससे पास नहीं कर रही है हमें इंसीडेंट एंगल को बदल कर हर बार रिफ्लेक्टेड प्रकाश को टेलीस्कोपके द्वारा देखकर पोलराइजर के एक पूर्ण रोटेशन तक देखना होगा और यह भी देखना होगा कि क्या इस रोटेशन के दौरान हमारा व्यू काला हुआ या नहीं अगर हमारे पोलराइजर के पूर्ण रोटेशन के दौरान हमें पूर्ण काला दृश्य मिलता है तो हमारी रिफ्लेक्टेड प्रकाश पूरी तरह से पोलराइज्ड है अब जिस अवस्था पर ऐसा हो रहा है उस अवस्था पर टेलीस्कोपकी रीडिंग को नापना होगा अब हम प्रिज्म हटा देंगे और एक डायरेक्ट रीडिंग भी लेंगे और उसको भी लिख लेंगे इस अवस्था में हम एंगल को टेलीस्कोपकी रीडिंग से निकाल रहे हैं और यह इंसिडेंट है और नॉर्मल यहां है इसका मतलब अगर यह इंसिडेंट एंगल है तो यह रिफ्लेक्टेड होगा यह दोनों एंगल 2θB के बराबर है अब यहां 2θB ɸ 180 तब θB 90 ɸ2 के बराबर होगा हम प्रयोग के इस्तेमाल से ɸ को नाप रहे हैं अब इस ɸ से हम θB निकाल लेंगे उसके लिए हम इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे और टेबल के लिए सबसे पहले स्पेक्ट्रोमीटर का वर्नियर कांस्टेंट वर्नियर 1 and वर्नियर 2 नाप लेंगे वैसे तो इन दोनों का एक ही उत्तर होगा और इसके बाद सीरियल नंबर से अपनी अवलोकन 123 को लिखेंगे इसका मतलब हुआ कि हर एक इंसिडेंट एंगल के लिए हम टेलीस्कोपसे रिफ्लेक्टेड प्रकाश को ढूंढ लेंगे और यह प्रोसेस हर एक इंसिडेंट एंगल के लिए बार बार दोहराएँगे इसके बाद जब रिफ्लेक्टेड प्रकाश मिल जाएगी तब पोलराइजर को घूमा कर देखेंगे कि वह पूरी तरह से काला हो पा रहा है या नहीं क्योंकि अगर वह पूरी तरह से काला नहीं है इसका मतलब रिफ्लेक्टेड प्रकाश का पूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुआ है और इस रीडिंग को हम नहीं लिखेंगे जब हमें रिफ्लेक्टेड प्रकाश का पूर्ण रूप से नाश मिलेगा उस रीडिंग को वर्नियर 1 and वर्नियर 2 से नोट कर लेंगे और इसी तरीके से दो और ऑब्जरवेशन के लिए प्रयोग को दोबारा करेंगे आपको पता होगा कि ज्यादा रीडिंग लेने से अवलोकन ज्यादा सटीक होती है हर बार हर समय हम एक रीडिंग लेंगे और प्रिज्म हटाकर डायरेक्ट रीडिंग भी लेंगे उसके बाद फिर से प्रिज्म रख कर दूसरा डाटा लेंगे इसी तरीके से थीटा निकाल कर कई बार लोग पहले यह थीटा लेते हैं और उसके बाद दूसरा थीटा लेते हैं यह करने का अच्छा तरीका नहीं है फिर हम a और b के बीच का भेद निकालकर ɸ निकाल लेंगे अब इस ɸ से θB निकालेंगे और इस तरह से हमने बूस्टर ला को प्रयोगशाला में सत्यापित किया और इस प्रयोग से कांच का या फिर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाला जाता है जिसको मैं दूसरी कक्षा में आपको करके दिखाऊंगा आपके ध्यान के लिए धन्यवाद